स्वागत है दोस्तों इस पाठ्यक्रम इंट्रोडक्शन टू रैपिड मैन्युफैक्चरिंग में आपका स्वागत है इस पाठ्यक्रम में हम नीचे दिए गए टॉपिक्स को पढेंगे तो रैपिड मैन्युफैक्चरिंग एक नया शब्द है जो हाल ही के दिनों में बहुत प्रचलित हो रहा है आजकल जब लोगों को अनुकूलन की बहुत आवश्यकता है और अगर मैं इस बात को अलग ढंग से व्यक्त करूँ तो आजकल लोगों को बड़े पैमाने पर अनुकूलन की आवश्यकता है उदाहरण के लिए मैं एक ऐसा चम्मच चाहूँगा जो मेरी आवश्यकताओं को पूरी कर सके मैं एक ऐसा जूता चाहूँगा जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके कृपया समझिए मैं एक ऐसा जूता एक ऐसी चम्मच एक ऐसा कैमरा या एक ऐसी कार चाहूँगा जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके देखिए मैंने आपको चार उदाहरण बताये और मैंने कहा कि यह सब वस्तुएँ एक चम्मच मेरे लिए एक कैमरा मेरे लिए एक गाड़ी मेरे लिए और एक जूता मेरे लिए चाहिए तो पहला उदाहरण जो हमने एक चम्मच का लिया था जब हम इस चम्मच को लेते हैं तो हमारे पास एक छोटी चम्मच है और अगर हम इसका आकार थोड़ा बढ़ा दें तो हमारे पास एक साधारण चम्मच है जिसे हम उत्सव त्यौहार और अन्य ऐसे अवसरों में इस्तेमाल करते हैं कई बार यह चम्मच मेरी आवश्यकता के अनुसार नहीं होती है इसका मतलब या तो यह चम्मच मेरे हाथ के लिए अनुकूल नहीं है या फिर चम्मच का वजन अनुकूल नहीं है तो इस वजह से मैं कई बार चम्मच से खाने को गिरा देता हूं क्योंकि यह चम्मच मेरी आवश्यकता के अनुसार नहीं है अब यदि मैं जूतों के बारे में बात करूँ तो हम सभी लोग 6 7 8 9 10 11 12 के आकार के जूते पहनते हैं यह आकार शायद इंडियन स्टैण्डर्ड के हिसाब से है यदि हम अमेरिकन स्टैण्डर्ड की बात करें तो वो लोग इंच के आकार में जूते पहनते हैं और कभी कभी सैंटीमीटर के आकार में जूते पहनते हैं तो हम सभी आवश्यकताओं के हिसाब से बंधे हुए हैं उदाहरण के लिए जब मैं 10 या 11 के आकार संख्या का जूता खरीदता हूं तब कौन सा जूता खरीदना है यह तय करने के लिए मेरे पास केवल दो विकल्प है पार्टी शूज और स्पोर्ट्स शूज यदि कोई स्पोर्ट्स शूज है तो मैं उसे चुन लेता हूं अब मेरे पास जो विकल्प बचे हुए हैं वह सिर्फ रंग के हैं लेकिन जब मेरा दोस्त भी साथ जाता है और वह भी वही जूता खरीद रहा होता है तो मेरे शरीर के वजन और लंबाई के हिसाब से है यह फिट होगा या नहीं यदि मेरे पैर का आकार 6 और 7 के बीच में है या फिर 9 और 10 के बीच में है या फिर साढ़े नौ है तब मेरा जूता मेरे पैर के कैसे अनुकूल होने वाला है मैं अनुकूलन नहीं कर सकता तो जो भी उपलब्ध है वो ही मुझे स्वीकार करना होगा कई बार जब आप जूता खरीदते हैं और आप फुटबॉल का गेम खेलने की कोशिश करते हैं जैसा कि आपने कई बच्चों को देखा होगा जब वे फुटबॉल को लात मारते हैं तो उनका जूता उनके पांव से निकलकर उड़ता हुआ चला जाता है यह इसीलिए होता है क्योंकि जूता उनके पांव में अच्छे से फिट नहीं था इस वजह से यह होता है कि समय के साथ बच्चे को घुटने में समस्या होने लगती है चलिए अब एक कैमरे का उदाहरण लेते हैं बाजार में उपलब्ध लगभग सभी कैमरे दाहिने हाथ वालों के अनुकूल बने हुए हैं यही नहीं बाजार में उपलब्ध ज्यादातर उत्पाद दाहिने हाथ वालों के अनुकूल ही बने हुए हैं यदि आप बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ वह बटन दाएं ओर से बाएं ओर की तरफ बदलना होगा लेकिन हमारे पास यह व्यवस्था नहीं है एक आंकड़ा यह बताता है कि दुनिया के 8 इंसान बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं उदाहरण के लिए जब परीक्षा देने के लिए नई कुर्सियां बनाई जाती है तो हम कुर्सियों को हमेशा दाहिने हाथ का इस्तेमाल करने वालों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाते हैं ना कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वालों के लिए तो यहां पर फिर हम अनुकूलन की समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं आख़िरी उदाहरण हम बाजार में उपलब्ध कार का लेते है जो कि स्टैण्डर्ड ऊंचाई के ड्राइवर को ध्यान में रख कर बनाई गई है ड्राइवर पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है जब आपके शरीर के लंबाई या वजन में बदलाव आता है या शरीर के आकार में कुछ बदलाव आता है तो इस बदलाव के अनुसार कार में कोई बदलाव करने की सुविधा नहीं होती है ताकि आप लंबे समय तक आरामदायक यात्रा कर सकें और बाएं और दाएं दोनों ओर का पूरा दृश्य देख सकें अब तक मैंने आपको चार उदाहरण दिए पहला उदाहरण जो एक चम्मच का था जो कि एक सस्ती वस्तु है दूसरा उदाहरण जो एक जूते का था जो थोड़ी महंगी वस्तु है आजकल बाजार में 1000 2000 5000 और 10000 रुपए तक के जूते उपलब्ध है उसके बाद हमने एक कैमरे का उदाहरण लिया जो थोड़ा और महंगा और आख़िरी में एक कार का उदाहरण लिया जो इन सबमें सबसे महंगा है हम इन सब वस्तुओं के लिए बहुत सारे रुपए खर्च करते हैं लेकिन यह सब वस्तुएं मेरी जरूरतों के अनुकूल नहीं बनी है तो अब ये हमारे लिए एक चुनौती है यह चुनौती क्या है इन्हें अब तक क्यों नहीं हल किया गया क्योंकि उपयोगकर्ता नहीं मिले और वस्तु नहीं बनाई गई तो अब रैपिड मैन्युफैक्चरिंग की परिभाषा को फिर से देखते हैं और हम यह कह सकते हैं कि हमें बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना है बल्कि हमें कम उत्पादन करना है जो कि सभी के लिए अनुकूल हो यह वही है जो भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग में होगा भविष्य में होने वाला मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसी होगी कि वो ज्यादातर सभी के लिए अनुकूल होगी जब हम ऐसी चीजों की बात करते हैं जो सभी के लिए अनुकूल हो तो ना हम वक्त ज्यादा ले सकते हैं ना ही लागत को बढ़ा सकते हैं हमें ग्राहक की अपेक्षा के अनुसार वस्तु की लागत को और समय पर वस्तु की डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है इस परिस्थिति में हम बड़े पैमाने पर उत्पादन से बैच में उत्पादन की तरफ और फिर बैच में उत्पादन से बड़े पैमाने पर अनुकूलन उत्पादन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं इस बड़े पैमाने पर अनुकूलन उत्पादन को एक नाम दिया गया है जिसे रैपिड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं रैपिड मैन्युफैक्चरिंग क्या है हम उपभोक्ताओं से प्रतिक्रियाएं या आवश्यकताएं लेते हैं और इनको डिजिटल फॉर्म में बदल देते हैं और इस डिजिटल जानकारी को सीधे मशीन में भेज दिया जाता है जहां पर फिर वस्तु के भागों का उत्पादन किया जाता है और इन्हें सीधे ही एप्लीकेशन की तरफ अग्रसर कर दिया जाता है हम यहां पर प्रोटोटाइपिंग के क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं बल्कि हम एक वस्तु की प्रोटोटाइप बनाते हैं और इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए हम टूलस बनाते हैं फिर इन टूलस से हम अंतिम उत्पाद बनाने की कोशिश करते हैं तो रैपिड मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर अनुकूलन के साथ ईमानदारी से ऐसी चीजों का उत्पादन करना है जिनकी लागत कम हो और जो ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करने वाली हो यही रैपिड मैन्युफैक्चरिंग है इस प्रसंग में हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग को पढ़ेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग की कुछ तकनीकीयों को पढ़ेंगे तो इस तरह समग्र रूप से हम रैपिड मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ेंगे यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो आने वाले समय में इस्तेमाल हो सकता है यह पाठ्यक्रम स्नातक छात्रों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खुला है प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स भी इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं इस पाठ्यक्रम में मेरे साथ अमनदीप सिंह भी हैं जो आपको कुछ लेक्चर्स पढ़ाएंगे और हम यह आशा करते हैं कि हम आप पर कुछ प्रभाव छोड़ पायेंगे और आपकी समझ में कुछ नया ज्ञान जोड़ पायेंगे तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा जिस पर हम आईआईटी कानपुर में हाल ही में काम कर रहे थे हमारे यहां एक व्यक्ति आया जिसने अपना एक कान एक दुर्घटना में खो दिया है अपने इस कान को दुर्घटना में खो देने के कारण उसने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया और इसलिए उसने अपने आप को एक स्थान में सीमित कर लिया लेकिन अब उसे यह महसूस होने लगा कि यह भविष्य नहीं है तो वह हमारे पास आईआईटी कानपुर में आता है और कहता है कि क्या आप मुझे एक और कान बनाकर दे सकते हैं बेशक इस प्रक्रिया में बहुत सारी मेडिकल जानकारी चाहिए लेकिन हम बस इतना ही माने कि हम एक डॉक्टर या प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे और इंजीनियरिंग जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमने उसके साथ काम किया क्योंकि उसने अपना दायां कान खोया था तो हमने क्या किया हमने उसके बाएं कान की प्रतिलिपि को लिया और हमने रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया हमने बाएं कान का एक CAD मॉडल बनाया और थोड़ा पैच वर्क किया और उसके बाद हमने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया इस प्रोटोटाइप से एक मोल्ड बनाने की कोशिश करी और इस मोल्ड का इस्तेमाल करके हमने अंतिम अंग को बनाया और फिर आज हमने उस अंग को उस आदमी को दिया और उससे बोला कि कृपया इसे इस्तेमाल करें यह कान सिलिकॉन मैटेरियल का बना हुआ था और उसमें वही लचीलापन था जो कि एक असली कान में होता है और हमने कान की बनावट को भी असली जैसे रखने की कोशिश करी थी चिकित्सकों की सहायता से उस कान को हमने उस आदमी के लगवा दिया अब दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसके पास एक असली कान है तो यह केवल रैपिड मैन्युफैक्चरिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की भागीदारी के कारण ही संभव हो सका इस पाठ्यक्रम में हम इन सब चीजों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो उदाहरण मैंने आपको बताया हम उस पर अभी भी काम कर रहे हैं हम उसमें चुंबक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कान को सही जगह लगाया जा सके अभी उसमें और बहुत काम बाकी है लेकिन आंशिक रूप से हमने उस समस्या का समाधान कर दिया है और हमने उस आदमी की मदद कर दी अब कम से कम वह आदमी उस कान को उसकी जगह पर लगाकर बाहर आ जा सकता है यह उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से की तरह तो नहीं है लेकिन वह उसे अपने शरीर में लगाकर रख सकता है तो यही रैपिड मैन्युफैक्चरिंग है तो इस व्याख्यान संख्या एक में पहले हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे फिर रैपिड प्रोटोटाइपिंग पढ़ेंगे उसके बाद फंक्शनल प्रोटोटाइपिंग पढ़ेंगे उसके बाद रैपिड मैन्युफैक्चरिंग रैपिड टूलिंग पढ़ेंगे और अंत में डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे जब हम रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं तब औद्योगिक 3D प्रिंटर अपने चरम पर है एवं जल्द ही इसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है तो पहले एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के दृष्टिकोण से देखा जाता था लेकिन आजकल क्या हुआ है जो भी पॉवर सोर्स हम प्रयोग करते हैं या जो भी कच्ची सामग्री हम इस्तेमाल करते हैं अब ये सब वास्तविक समय की आवश्यकताओं के हिसाब से इस्तेमाल किए जाने को ओर अग्रसर है कच्ची सामग्री जो कि पहले केवल प्लास्टिक की ही सोची गई थी लेकिन अब धातु के लिए भी सोचा जा रहा है तो पहले हम प्रोटोटाइपिंग के लिएकेवल पॉलीमर का इस्तेमाल करते थे लेकिन आज हम प्रोटोटाइपिंग के लिए धातु का इस्तेमाल भी कर रहे हैं जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं उस समय पर हम इसे आवश्यकता पड़ने पर ही बनाए जाने की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए औद्योगिक 3D प्रिंटिंग अपने चरम पर है और जल्दी ही इसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है अधिकांश अधिकारी और इंजीनियरों को इसका एहसास नहीं है कि यह तकनीकी अब प्रोटोटाइपिंग रैपिड टूलिंग एवं खिलौने बनाने से आगे बढ़ चुकी है रैपिड मैन्युफैक्चरिंग से सुरक्षित और टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन वास्तविक ग्राहकों को बेचने के लिए मध्यम मात्रा से लेकर अधिक मात्रा में किया जा रहा है तो यहां पर मास कस्टमाइजेशन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था रैपिड मैन्युफैक्चरिंग से सुरक्षित और टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन वास्तविक ग्राहकों को बेचने के लिए मध्यम मात्रा से लेकर अधिक मात्रा में किया जा रहा है यह 1 से 10 200 500 या कुछ भी हो सकता है आज की सबसे बड़ी चुनौती है वस्तु को बनाने के लिए कम होता हुआ समय पहले हम बात करते थे एक कंपनी कार बनाने का फैसला करती है एक दिग्गज कंपनी कार बनाने का फैसला करती है वह कहते हैं हम अगले 5 वर्षों में एक नई कार लेकर आएंगे अगले 10 वर्षों में हम एक नई कार लेकर आएंगे लेकिन आज वह कहते हैं कि हम अगले 6 महीनों में नई कार लेकर आएंगे तो क्या हुआ है उत्पाद का लाइफ़ साइकिल कम हुआ है मैन्यूफैक्चरिंग टाइम काफी कम हुआ है असेंबली लाइन प्रक्रिया ने उत्पादन में क्रांति ला दी है और एक वाहन के लिए असेम्बली टाइम 12 घंटे से घटकर अब बस कुछ मिनट ही रह गया है आजकल हम उत्पाद को मिनटों में वितरित करने की बात करते हैं हम 30 मिनट में पिज़्ज़ा अपने घर पर मिलने की बात करते हैं तो उन दुकानों में इस उत्पाद के तैयार होने की मात्रा को देखें तो यह उत्पाद अर्द्ध परिपक्व स्थिति में होता है या कच्ची स्थिति में होता है उसके बाद सब कुछ इकट्ठा होता है फिर असेंबली लाइन से पास होता है जो पिज्जा के लिए एक फरनेस है तो यह ओवन से गुजर चुका होता है और उसके 10 मिनट या 20 मिनट या 3 मिनट बाद आपको पिज़्ज़ा मिलता है तो अब वे उत्पाद को 30 मिनट में वितरित करने की बात कर रहे हैं आजकल हम उत्पाद के उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उत्पाद के वितरण की मैं उत्पादन करता हूं और इसे एक गोदाम में रखता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्राहक खुश नहीं है लेकिन अगर मैं उत्पादन करता हूं और ग्राहक को वितरित करता हूं तो वह बहुत खुश है इसलिए आजकल मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री वितरण की दिशा में काम कर रही है यानी कि उत्पादन करके वितरित करना है बजाय उत्पादन करके उसे गोदामों में रखना है फोर्ड फ्रीफॉर्म फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी या F3T प्रोटोटाइप स्टांपिंग मोल्ड्स की लागत और वितरण समय को कम कर देगा जोकि पारंपरिक मशीन में 6 महीने के प्रोटोटाइप की तुलना में सिर्फ 3 दिन होगा क्योंकि हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग से रैपिड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं इसके बीच में टूलिंग सेगमेंट को धीरे धीरे हटाने का भी सोचा जा रहा है तो यहां पर यह बहुत साफ है कि 3 कार्य दिवसों के अंदर वह मोल्ड बनाने में सक्षम है जो पहले 6 महीने लेता था तो यह सब किस के बारे में बात कर रहे है यह सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं कितना जल्दी अपने उत्पाद को बदल सकता हूं उस उत्पाद का उत्पादन कर सकता हूं और उत्पाद को उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने का प्रयास कर सकता हूं फोर्ड की वर्चुअल फैक्ट्री के माध्यम से कंपनी पूरी वाहन निर्माण प्रक्रिया को कंप्यूटर सिमुलेशन की सहायता से बना करके और उसका विश्लेषण करके वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में गुणवत्ता में सुधार और लागत में कटौती कर सकती है आज हमारे पास वर्चुअल लैब्स है हम इन्हें स्मार्ट फैक्ट्री या वर्चुअल फैक्ट्री भी कहते हैं और हम हर स्थिति को वास्तविक समय में इनमें अनुकरण करने में सक्षम है सिमुलेशन का इस्तेमाल करके देखें कि बॉटलनेक्स कहां आ रही हैं उत्पाद कहां फैल हो सकता है वहां पर उत्पाद को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं इसके अनुसार मैन्यूफैक्चरिंग एवं असेंबली के तरीके को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि उसी उत्पाद को बना सकें जैसा हम चाहते हैं तो यह वर्चुअल फैक्ट्री रैपिड मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है तो आप इस फोर्ड के उदाहरण में देख सकते हैं जो पहले का है यहां एक आदमी है जो संभालने की कोशिश कर रहा है जबकि यहां कोई कन्वेयर नहीं है लेकिन अब यह सब बदल चुका है और यहां पर एक फिक्सर है एक कन्वेयर है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है और यहां आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आगे बढ़ता रहता है और क्योंकि यह एक असेंबली लाइन है तो प्रोडक्ट लगातार आगे बढ़ता रहता है और वर्क स्टेशन पर असेंबली होती रहती है साइकिल टाइम निर्धारित है उत्पाद का उत्पादन होता है कन्वेयर बेल्ट का स्थान बदलता है और यह फिक्सर है जो उत्पाद को पकड़े रखता है पहले वाले तरीके में वाहन वहां जा रहा था जहां पर आदमी शामिल होता था और उसका साइकिल टाइम बहुत ज्यादा था लेकिन अब इसे बहुत कम कर दिया गया है US की हीयरिंग ऐड कंपनी 500 दिनों से भी कम समय में 100 3D प्रिंटिंग कंपनी में बदल गई तो आजकल हीयरिंग ऐड रैपिड मैन्युफैक्चरिंग से बनाई जाती हैं आजकल कई उत्पाद जो हमारे लिए बनाए जाते हैं या हमारे अनुकूल होते हैं वे सभी पहले डिजिटाइज्ड किए जाते हैं उदाहरण के लिए पहले उनको आवश्यकता के अनुसार जांचा जाता है फिर उन्हें डिजिटल फॉर्म में बदला जाता है फिर इसके बाद उत्पाद को इस तरीके से बनाया जाता है कि वह आवश्यकताओं के हिसाब से सही काम करें औरोरा फ्लाइट साइंसेज एक ही बार में एक ड्रोन की पूरी बॉडी को प्रिंट कर बना सकती हैं आजकल लोगों को यह एहसास हो गया है कि यदि एक 3D उत्पाद बनाना हैं तो अच्छा है पहले एक 2D उत्पाद बनाएं जोकि बहुत जल्दी बन जाता है और आप लेजर या किसी भी एनग्रेविंग टूल के माध्यम से उसे काट सकते हैं और सभी 2D उत्पादों को जोड़ने पर एक 3D उत्पाद मिलता है तो औरोरा फ्लाइट साइंसेज एक ड्रोन की पूरी बॉडी को एक ही बार में प्रिंट कर बना सकती हैं लोकल मोटर्स सिर्फ 48 घंटे में एक अच्छे दिखने वाले रोडस्टर को नीचे से लेकर ऊपर तक प्रिंट कर सकती है तो यह सभी उत्पाद जो हमने देखे रैपिड मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग कर बनाए गए हैं जब हम इकाइयों और कॉस्ट के संदर्भ में रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट प्रौद्योगिकी जागरूकता कच्चे माल की कॉस्ट और मशीन भागों की आपूर्ति में तीसरे पक्ष की भागीदारी के संदर्भ में कम होती जा रही है तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम होती जा रही है और फ़िक्स्ड कॉस्ट बनाम वरिएबल कॉस्ट में अंतर के कारण एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग से आगे निकलती जा रही है तो इस ग्राफ़ में यह कन्वेंशनल कॉस्ट है यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है तो आप यहां देख सकते हैं कि कॉस्ट घटती जा रही हैं और यहां इस बिंदु पर ब्रेकइवन है तो यदि हम इतनी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम हो जाते हैं तब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में किफायती होगी तो यहां इस ग्राफ़ में यह हायर कॉस्ट यह लोवर कॉस्ट यह प्रति यूनिट मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट है और यहां यूनिट मैनुफैक्चरिंग को मात्रा के संदर्भ में दर्शाया गया है बेशक जब मात्रा ज्यादा होगी तब पारंपरिक तरीका ही उत्पाद को बनाने के लिए श्रेष्ठ है इसलिए पारंपरिक तरीके ख़ास तौर पर शीट मेटल या मेटल फार्मिंग ऑपरेशन के लिए श्रेष्ठ हैं और इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन यदि मात्रा कम है तब आप यही मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डाई की लागत बहुत ज्यादा होती है समझ में आया तो यह वह ब्रेकिंग प्वाइंट है जब हम यूनिट्स के संदर्भ में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली लागत की बात करते हैं तो यहां इस ग्राफ़ में 2017 से लेकर 2028 तक ओटोमोटिव एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य दिखाया गया है जो कि लाखों में है आप देख सकते हैं यह पॉलीमर पार्ट है यह पॉलीमर मैटेरियल है यह पॉलीमर टूल्स हैं और आप मेटल प्रोटोटाइपिंग मेटल टूल्स और मेटल हार्डवेयर को भी देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि बढ़ते समय के साथ कितनी जल्दी इनकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है और अगर आप पॉलीमर मैटेरियल को देखेंगे तो यह भी बढ़ रहा है ठीक है तो यह बहुत ही दिलचस्प ग्राफ़ है जो कि रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य के बारे में बता रहा है चलिए रैपिड मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति को देख लेते हैं तो इसके लिए मैं ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहूंगा यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है यह रैपिड प्रोटोटाइपिंग है और यह रैपिड मैन्युफैक्चरिंग है यह सॉलिड इमेजिंग है यह कॉन्सेप्ट मॉडलिंग है और यह फंक्शनल प्रोटोटाइप है फंक्शनल प्रोटोटाइप क्या होता है इसे हम बाद में पढ़ेंगे मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूं हमारे पास प्रोटोटाइपिंग टूल्स हैं उसके बाद डायरेक्ट टूल्स है और फिर डायरेक्ट मैनुफैक्चरिंग है ठीक है तो अब मैं इसे विभाजित करता हूं यह भाग टेक्नोलॉजी कहलाता है यह प्रोटोटाइपिंग कहलाता है और यह मैनुफैक्चरिंग है मैं इसे फिर से विभाजित करता हूं ताकि आप को समझने में आसानी हो तो यह हिस्सा एडिटिव प्रॉसेस का है और यह हिस्सा नॉन एडिटिव प्रॉसेस का है ठीक है तो यहां से अब हम इनडायरेक्ट प्रोटोटाइपिंग पढ़ेंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट टूलिंग है और उसके बाद इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है यह वर्तमान रैपिड मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति है और यदि आप इसे देखें तो यहां बाईं ओर टेक्नोलॉजी प्रोटोटाइपिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग है यहां एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसके बाद यहां रैपिड प्रोटोटाइपिंग है फिर उसके बाद यहां रैपिड मैन्युफैक्चरिंग है ठीक है यहां यह तीर संबंध बताते हैं तो इस पाठ्यक्रम में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि रैपिड मैन्युफैक्चरिंग क्या है तो प्रमुख मॉड्यूल जिन्हें हम शामिल करने जा रहे हैं वह है रैपिड मैन्युफैक्चरिंग का परिचय उसके बाद हम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे हम थोड़ा CAD के बारे में बात करेंगे जो कि कंप्यूटर ऐडेड डिजाइन है CAE जो कि कंप्यूटर ऐडेड इंजीनियरिंग है उसके बाद हम CAM और CIM के बारे में पढ़ेंगे CAD केवल ड्रॉइंग है ऑप्टिमाइजेशन और सिमुलेशन के साथ ड्रॉइंग को CAE कहते हैं और जब इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजते हैं तो उसे CAM कहते हैं और CAM को इंडस्ट्री में ऑफिस ऑटोमेशन के साथ CIM कहते हैं उसके बाद हम मॉड्यूलरिटी के डिजाइन्स को देखेंगे इस मॉड्यूलर डिजाइन ने आज मैन्युफैक्चरिंग को रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओर आसान एवं आरामदायक बना दिया है फिर हम बात करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करेंगे रैपिड मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रियाओं और तकनीकीयों के बारे में और फिर इसके बाद रैपिड मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल फैक्ट्रीज के बारे में बात करेंगे हम रैपिड मैन्युफैक्चरिंग में प्रतिस्पर्धा के बारे में भी बात करेंगे इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन है स्वयं से पूर्ण करने वाले कार्य हैं पढ़ने की सामग्री है साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी हैं और इनमें से बहुत सी प्रश्नोत्तरी आपकी समझ के लिए होंगी और कुछ प्रश्नोत्तरी आपको जमा करवाने के लिए होंगी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जीवंत उदाहरणों में से कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा जिन्हें आप सोच सकते हैं और इस असाइनमेंट को हल करना शुरू कर सकते हैं यह आपको सुधार या मूल्यांकन के लिए जमा नहीं करवाना है यह केवल और केवल आपकी समझ के लिए है यह पाठ्यक्रम पूरा खत्म करने के बाद आप अपने सहपाठियों के साथ चर्चा में हिस्सा लेने में समर्थ हो जाएंगे साक्षात्कार में पूछे जाने वाले सवालों का ज़बाब दे पाएंगे और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग की परीक्षा दे पाएंगे रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के वास्तविक और अवास्तविक तत्वों की पहचान कर पाना भी इस पाठ्यक्रम का एक आउटकम होगा प्रक्रिया उपकरण उत्पाद की सामग्री आदि का चयन और मोटे तौर पर रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के स्तरों जैसे कि तकनीकीयों उत्पाद लाइनों से लेकर उद्यमों के लिए डिजिटल सुविधाओं को परिभाषित करना तो यह सब इस पाठ्यक्रम के अपेक्षित आउटकम हैं सबसे पहले एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है तो हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत करेंगे जिसे लेयरड मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक लेयर आधारित स्वचालित निर्माण प्रक्रिया है जिसमें 3D CAD डेटा का इस्तेमाल करके सीधे 3 आयामी भौतिक वस्तुओं को बिना पार्ट बेस्ड उपकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण है मैं एक 3D उत्पाद 2D परतो का इस्तेमाल करके बनाना चाहता हूं यही रैपिड मैन्युफैक्चरिंग है इसके लिए मैं परत दर परत करके परतें बनाता हूं फिर मैं उन सभी परतों को जोड़ देता हूं और उससे एक 3D उत्पाद बन जाता है और यह उत्पाद बिना किसी टूल की भागीदारी से बन जाता है इसे सबसे पहले 3D प्रिंटिंग कहा गया था और अभी भी इसे अक्सर यही कहते हैं सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि मिलिंग या टर्निंग और फॉर्मेटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि कास्टिंग और फॉर्जिंग जैसी अच्छी तरह से स्थापित मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं के साथ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पूरे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को तीसरा सहायक स्तंभ प्रदान करती है तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि यहां पर एक उत्पाद है और यह 3 स्तंभ हैं एक सबट्रैक्टिव स्तंभ है दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम स्तंभ है और तीसरा एडिटिव स्तंभ है तो कांस्टेंट वॉल्यूम स्तंभ में हमारे पास मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस एवं कास्टिंग प्रक्रिया है एडिटिव स्तंभ में हमारे पास जॉइनिंग एवं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है यहां सबट्रैक्टिव स्तंभ में हमारे पास पारंपरिक और गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रियाएं हैं तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आजकल बहुत बात हो रही है एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग बाजार में पहली बार 1987 में आया था उस समय यह नया था तब इसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग या जनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता था जनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग रैपिड मैन्युफैक्चरिंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग लेयर प्रोटोटाइपिंग फ्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग यह सारे शब्द और शब्दावली एक ही है और बाद में आप यह महसूस करेंगे कि 3D प्रिंटिंग एक शब्द है जोकि रैपिड प्रोटोटाइपिंग से अलग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोनों शब्दों का अभी भी इस्तेमाल होता है और पिछले कुछ सालों में कई अलग नामों को भी प्रस्तुत किया गया है और अक्सर कुछ और नामों को जोड़ा गया है ठीक है लेयर मैन्युफैक्चरिंग एक मानक शब्द है जिसे इस्तेमाल किया गया है और यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आती है हालांकि यह सभी शब्द अपने निर्माता के नजरिए से बिल्कुल सही है लेकिन यह कई बार भ्रम पैदा करते हैं अक्सर यह उलझन का कारण होता है विशेष रूप से उद्योग में आए नए लोगों के लिए जो कभी कभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपने आप को खोया हुआ महसूस करते है एक संक्षिप्त अवलोकन प्राप्त करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों का चयन किया गया है जो कीवर्ड्स से मिलते जुलते हैं अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में "रैपिड" शब्द शामिल हैं रैपिड मैन्युफैक्चरिंग रैपिड टेक्नोलॉजी रैपिड प्रोटोटाइपिंग रैपिड टूलिंग एडिटिव के लिए शामिल है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग एडिटिव डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग यह 3 शब्दावली बहुत इस्तेमाल होती हैं तो यह भी आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं और यह भी आमतौर पर काफ़ी इस्तेमाल होती हैं अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में लेयर शब्द के लिए शामिल हैं लेयर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग लेयर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग लेयर मैन्युफैक्चरिंग इन शब्दों को आपस में बदला जा सकता है जिनका उपयोग बतौर लेयर किया जाता है उसके बाद अगला डिजिटल में डिजिटल फेब्रिकेशन है और इसे कई बार डिजिटल मॉकअप भी कहते हैं तो यह वह शब्द है जो इसके अंतर्गत इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट शब्द के लिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट टूलिंग इस्तेमाल होते हैं तो यह सब वह शब्द है जो कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं अब आख़िरी में 3D है हम 3D प्रिंटिंग और 3D मॉडलिंग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो यह वह शब्द है जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं जैसे रैपिड मैन्युफैक्चरिंग रैपिड टेक्नोलॉजी रैपिड प्रोटोटाइपिंग और रैपिड टूलिंग और जब एडिटिव के बारे में बात होती है तो यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग और एडिटिंग डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग है उसके बाद लेयर में लेयर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंगलेयर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग और लेयर मैन्युफैक्चरिंग है ये शब्द लगभग एक जैसे ही है उसके बाद डिजिटल में डिजिटल फेब्रिकेशन और डिजिटल मॉकअप हैं यह दोनों एक जैसे हैं 3D प्रिंटिंग और 3D मॉडलिंग से अलग ये शब्द डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट टूलिंग हैं जैसे कि बाकी 2 स्तंभों की तुलना में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक नई तकनीक है जो भी हमने वहां कहा था कई वर्षों तक इसके मानकीकरण के लिए कोई काम नहीं किया गया सिवाय जर्मनी में 1990 के दशक के शुरुआत में कुछ प्रारंभिक काम के अलावा इसका मानकीकरण अभी तक नहीं हुआ है इस गैर मानकीकरण के कारण यह प्रक्रिया अभी तक बहुत इस्तेमाल नहीं की जा रही है अब बहुत सारी पहल हो रही है जो कि एडिटिव निर्मित भागों के मानकीकरण की ओर जा रही है साल 2007 में जर्मन सोसायटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्सVDI की देखरेख में एक विशेष सिफारिश रैपिड प्रोटोटाइपिंगVDI3404 बनाई गई है सन 2009 में अमेरिकन सोसायटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स ने अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल्स के साथ अपने स्वयं के मानक बनाने की शुरुआत करी जैसे कि अभी हमारे पास ISI ISO BSI JSI है यह सभी मानक है तो इसी की तरह लोगों ने सोचा की रैपिड प्रोटोटाइपिंग के मानक को प्रारंभ करने की जरूरत है क्योंकि यह लोगों को शुरू में महसूस नहीं हुआ था कि यह रैपिड मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो सकता है उन्होंने यह महसूस किया कि यह केवल प्रोटोटाइपिंग के लिए है लेकिन अब क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है और बढ़ती आवश्यकताओं के साथ रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मानकीकरण भी शुरू हो गया है शरद ऋतु 2009 में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की समिति F42 ने F2792 09e1F2792 जारी किया और उन्होंने इसे स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कहा बाकी सभी परिभाषाओं में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नाम इस समिति ने ही परिभाषित किया था जैसा कि एक नए परिभाषित नाम को स्वीकार करने में समय लगता है लेकिन इसके साथ साथ ब्रांडस और कंपनीज़ के द्वारा दिए गए नाम भी उपयोग में आते हैं और कभी कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में भी एक सरल से उदाहरण के लिए हमने महसूस किया कि हम हमेशा कहते हैं कि चलो आपके दस्तावेजों की एक जेरॉक्स लेते हैं जेरॉक्स एक कंपनी थी जिसने फोटोकॉपी तकनीकी बनाई थी या फोटोकॉपी मशीन बनाई थी असली प्रक्रिया फोटोकॉपी करने की है लेकिन हम इस प्रक्रिया को कंपनी के नाम "जेरॉक्स" से बुलाते हैं यह वही है जो अभी भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग या रैपिड मैन्युफैक्चरिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग शब्दावली में हो रहा है अब हम लेयर बेस्ड तकनीकी के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे शब्द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और जेनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग किसी भी काल्पनिक तरीके को जोकि सामग्रियों को जोड़कर एक 3D उत्पाद बनाये को शामिल करता है यह वर्चुअल फॉर्म से प्राप्त किए गए डेटा की मदद से किया जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का तकनीकी एहसास केवल लेयर्स पर आधारित है और इसलिए इसे लेयर बेस्ड टेक्नोलॉजीलेयर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी और कभी कभी लेयर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसका परिणाम यह है कि आज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जेनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग और लेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी एक दूसरे के समानार्थी शब्द बन गए हैं भविष्य में नई तकनीकें आ सकती हैं जिन्हें रैपिड मैन्युफैक्चरिंग की वर्तमान परिभाषा के अनुसार वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी उदाहरण के लिए प्रक्रिया जिसे बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग कहते है दशक 1990 की शुरुआत में प्रस्तावित कर दी गई थी लेकिन जल्दी ही गायब हो गई यह तकनीक सभी दिशाओं में मटेरियल की थोड़ी थोड़ी मात्रा को जेटिंग द्वारा इस्तेमाल करके उत्पाद बनाती थी यह तकनीक एडिटिव थी लेकिन लेयर बेस्ड नहीं थी अंतर बस इतना था कि यह कण कण करके उत्पाद बनाती थी लेयर बेस्ड तकनीकी का सिद्धांत लगभग एक ही मोटाई की कई परतों का इस्तेमाल करके 3D वास्तविक उत्पाद बनाना है आज हम परिवर्तनीय मोटाई के बारे में भी बात करते हैं लेकिन मुख्य रूप से मशीन केवल एक मानक मोटाई पर ही काम करती है प्रत्येक परत को 3D डाटा सेट के हिसाब से बनाया जाता है और पिछली परत के ऊपर रख दिया jata है इसका मतलब यह है पहले मैं एक परत रखूंगा फिर दूसरी परत रखूंगा फिर तीसरी परत रखूंगा और फिर चौथी रखूंगा तो मैं परत पर परत रखता चला जाऊंगा यह वह परत है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यह मोटाई है और इसको दूसरी परत पर रखा जाना है तो यह रखी हुई है यह रखी हुई है और यह भी रखी हुई है प्रत्येक परत इसी हिसाब से बनाई गई है यह साइड व्यू है यदि आप प्लान व्यू देखना चाहते हैं तो आपको यह कुछ ऐसा दिखेगा तो प्रत्येक परत 3D डाटा सेट के हिसाब से बनाई गई है और पिछली परत के ऊपर रखी गई है तो इस तरीके से परते दिखती हैं तो यहां पर लेयर बेस्ड तकनीकी का सिद्धांत समझाया गया है तो आप यहां देख सकते हैं एक प्लाई बोर्ड लकड़ी की पतली चादर को परत दर परत उकेरा गया है और ऐसा अंतिम उत्पाद बनाने के लिए इन परतों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जमाया गया है लेयर बेस्ड तकनीकी के सिद्धांत के अनुसार 2D परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हम 3D उत्पाद बनाते हैं तो अगर आप देखें तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इस अनुक्रम का पालन करती है जो यहां पर दिया गया है एक मैश फिक्सिंग की ऑटोमेटेड प्रोसेस स्लाइसिंग और हैचिंग के बाद वांछित संरचना यहां हमें मिल जाती है मैंने एक विशेष मैटेरियल लिया है जिसे फोटो पॉलीमर कहते हैं आप कोई भी मैटेरियल ले सकते हैं अब हम लेज़र फोकस पॉइंट से परत दर परत स्कैन करके उत्पाद को विकसित करने की कोशिश करते हैं 3D प्रिंटिंग का कार्यप्रणाली कई सारे फोटोन अवशोषण पर आधारित है पोलीमराइज़ेशन केवल उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र में फोकल वॉल्यूम के भीतर चालू होता है तो हम यह कहने कि कोशिश कर रहे हैं हम एक पॉलीमर पार्ट को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं इसको पॉलीमर परत से विकसित किया गया है शुरू में जो भी परत बन रही है वह तरल अवस्था में है तो अब मेरे पास यहां लेज़र है जो नीचे आता है और फिर मेरे पास यहां एक टैंक है जिसमें फोटोपॉलीमर भरा हुआ है तो यह लेज़र एक जगह पर प्रहार करने की कोशिश करती है और अकेला यह हिस्सा UV रोशनी को अवशोषित करने के कारण क्योर हो जाता है यदि मैं लेज़र का स्थान बदलूँ तो बहुत सारे डॉट्स बन सकते हैं और यदि मैं इससे एक हेच पैटर्न में बना लेता हूं उसके बाद फिर एक पूरी लेयर बन जाती है तो पहले एक लेयर बन जाती है उसके बाद या तो मैं लिक्विड पॉलीमर टैंक को नीचे करता हूं या फिर लेज़र को थोड़ा ऊपर करता हूं और दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास कुछ f theta कहे जाने वाले लेंस मिल जाते हैं जिनका उपयोग हो रहा है तो यह बड़े क्षेत्र को स्कैन और ब्राउज़ करके एक लेयर की जानकारी बना सकता है तो जब आप CAD डाटा देते हैं इस CAD डाटा को पहले स्लाइस्ड किया जाता है जिसका मतलब हेच्ड करना होता है तो हम इसका उल्टा कर रहे हैं पॉलीमर पार्ट पॉलीमर परत और फिर लिक्विड तो पहले हम लेयर स्लाइसींग करते हैं फिर स्लाइसींग की हैचिंग करते हैं इसे हैचिंग कहते हैं l हैचिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं हैचिंग का तरीका ऐसा होना चाहिए जो कि समय को बचा सके और मजबूती को बढ़ा सके हम जो भी चाहे वह कर सकते हैं पोलीमराइज़ेशन केवल उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र में फोकल वॉल्यूम के भीतर चालू होता है तो फोकल वॉल्यूम क्या है यही फोकल वॉल्यूम है तो आप यहां स्लाइस को देख सकते हैं यह स्लाइस डिस्टेंस है और स्लाइस के अंदर हमारे पास हैचिंग पैटर्न हैं हैचेस के बीच की दूरी हैचिंग डिस्टेंस कहलाती है ठीक है और अब इसके बाद क्या होता है आप एक परत बनाने की कोशिश करते हैं तो यह स्लाइस डिस्टेंस है यह हैचिंग डिस्टेंस है आप इसे करते रहिये जब लेजर सतह पर प्रहार करेगी और तब मैं फोकल प्लेन को बदल ने की कोशिश करूँगा तो उस क्षण जब मैंने फोकल प्लेन को बदल दिया होता है सतह पर सतह के बीच में सतह के नीचे और z दिशा में जहाँ भी मैं चाहता हूं क्युरिंग होना चालू हो जाता है इसका मतलब यह है कि मैं पॉलीमर टैंक के अंदर ही परत दर परत जोड़ सकता हूं तो यह अवशोषण है यह थ्रेसहोल्ड है और यहां पर फोटो बहुलककरण हो रहा है यह प्रक्रिया आम तौर पर एक फोटो पॉलीमर के लिए ही है फोटो पॉलीमर एक तरल के रूप में उपयोग किया जाता है जहाँ हम UV लेज़र के उपयोग से फोटो पॉलीमर को पहले डॉट के रूप में बदलते हैं फिर लाइन के रूप में बदलते हैं फिर परत के रूप में बदलते हैं फिर एक परत को दूसरी परत पर लगाकर एक 3D उत्पाद बना लेते हैं ठीक है तो इस चित्र में यही समझाया गया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऑटोमेटेड और रिवॉल्विंग प्रक्रिया है जिसे लेयर बेस्ड तकनीकी के सिद्धांतों से बनाया गया है इसकी प्रोसेस चैन को अगली स्लाइड में दर्शाया गया है इसकी शुरुआत 3D CAD डाटासेट से होती है जो दर्शाता है कि कौन सा उत्पाद बनाना है इंजीनियरिंग में डेटा सेट आमतौर पर 3D CAD डिज़ाइन या स्कैनिंग या अन्य इमेजिंग तकनीकों जैसे कि कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैनिंग द्वारा भी प्राप्त किया जाता है चाहे कोई भी तरीका 3D डाटासेट को उत्पन्न करने के लिए किया गया हो इसे पहले कंप्यूटर या फिर किसी विशेष सॉफ्टवेयर द्वारा स्लाइस्ड करके परतों में विभाजित किया जाता है